इसलिए औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के 21 वे पाठ में आपका स्वागत है इस पाठ में हम अनुक्रम नियंत्रण के लिए एक संरचना डिजाइन दृष्टिकोण सीखने जा रहे हैं अब तक हमने मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग निर्माणों को देखा है छोटे प्रोग्राम खंडों टाइमर काउंटरों को देखा है इस पाठ में हम पहली बार देखेंगे कि एक व्यावहारिक समस्या को देखते हुए समस्या का अध्ययन कैसे किया जाए आप कौन से कदमों से गुजरते हुए आखिरकार एक आरएलएल प्रोग्राम में पहुंच सकते हैं एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि औद्योगिक नियंत्रण अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसके बाद इसका अनुसरण किया जाएगा इस अर्थ में कि वे आपके प्रोग्रामिंग में त्रुटियां हैं तो वे धन के रूप में बहुत महंगा हो सकता है या लागत के रूप में मानव जीवन भी उसकी लागत हो सकता है आदि इसलिए एक बहुत व्यवस्थित डिजाइन प्रक्रिया करना हमेशा अच्छा होता है जिसके द्वारा आप किसी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं और फिर अंत में एक समाधान पर पहुंच सकते हैं इसलिए हम निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखेंगे इस पाठ के अनुदेश उद्देश्य सबसे पहले स्टेट मशीन उपयोग करके सरल अनुक्रम नियंत्रण अनुप्रयोगों को मॉडल करने में सक्षम हैं स्टेट मशीन वास्तव में एक औपचारिक विधि है जोकि हम औपचारिक तरीकों के उपयोग का समर्थन करते हैं क्योंकि अंग्रेजी कभी कभी अस्पष्ट विरोधाभासी भी होती है इसलिए हमें उन तरीकों का उपयोग करके मॉडल करना होगा जो कि स्पष्ट संगत हैं विरोधाभास नहीं हैं और समझने और विकसित करने में भी आसान हैं फिर इन औपचारिक मॉडलों से हम डेवेलोप करना समझेंगे ऐसे अनुप्रयोगों के लिए आरएलएल प्रोग्राम कुछ निश्चित हैं आरएलएल प्रोग्राम के अलावा कुछ आधुनिक प्रोग्रामिंग निर्माण हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनमें से एक एसएफसी या अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट है इसलिए हम एक नज़र डालेंगे और इसके कुछ फायदों को भी समझेंगे जोकि पाठ के अनुदेशात्मक उद्देश्य है तो अब हम अनुक्रम नियंत्रण डिजाइन में बुनियादी वेरिएबल में स्टेप्स के माध्यम से चलते हैं तो पहला स्टेप्स सिस्टम व्यवहार का अध्ययन करना है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है और अधिकांश त्रुटियां भी प्रोग्रामिंग अभ्यास में होती हैं न केवल इस तरह की औद्योगिक स्वचालन प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि प्रोग्रामर या डेवलपर सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं समझा इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है और सबसे पहले सिस्टम को प्रोग्रामेबल कंट्रोलर प्रोग्राम को इनपुट की पहचान करनी चाहिए इसके लिए कौन सा इनपुट लेना है इनपुट या तो सेंसर जोकि फील्ड में है या तो ऑपरेटर इंटरफ़ेस से आता है जिसे मैं एम् एम् आई या मैन मशीन इंटरफ़ेस इसलिए कोई एक पुशबटन को दबाता है जो एक ऑपरेटर इनपुट है दूसरी ओर कुछ लिमिट स्विच बनाया जाता है जो एक सेंसर इनपुट है इसी तरह आउटपुट की पहचान कर मोटर को ऑन कर मोटर एक एक्ट्यूएटर है जो एक तरह का आउटपुट है उदाहरण के लिए कुछ इंडिकेटर या कुछ लैंप को ऑन करें यह एक आउटपुट होगा जो फिर से जाता है एम् एम् आई या मैन मशीन इंटरफ़ेस इसलिए हमें पहले इनकी पहचान करनी होगी फिर विभिन्न परिचालन मोड के तहत कार्यों और घटनाओं के अनुक्रम का अध्ययन करें यह मुख्य कार्य है आपको बहुत सावधानी से समझना होगा क्या होने वाला है और क्या होगा क्या समय अंतराल पर होगा आदि फिर एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए वह यह है कि जब आप एक औद्योगिक स्वचालन प्रोग्राम विकसित कर रहे हैं तो न केवल याद रखना होगा नाकि सामान्य व्यवहार के लिए डिजाइन करना होगा बल्कि किसी को कम से कम कुछ हद तक ध्यान में रखना है विफलताएँ जो हो सकती हैं अन्यथा सामान्य व्यवहार के तहत अच्छा व्यवहार करने वाली प्रणाली बहुत बुरा तरीके से व्यवहार कर सकती है अगर सिस्टम का कुछ सरल एलिमेंट जैसे सेंसर विफल हो जाएँ ठीक है फिर यहां तक स्वचालित व्यवहार के अलावा समझना जरुरी होगा की पहले स्थान के लिए क्या जरुरी है मैनुअल नियंत्रण के लिए मौजूद आवश्यकताओं की जांच करनी होगी मैनुअल नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंत में अगर स्वचालन उपकरण विफल रहता है तो यह मैनुअल नियंत्रण का उपयोग करके सिस्टम को संचालित करने में मैदान पर सक्षम होना चाहिए जबकि स्वचालित नियंत्रण वास्तव में वास्तविक उपकरण से काफी दूर काम कर रहे हो सकते हैं इसे हम नियंत्रण कक्ष में रख सकते हैं दूसरी ओर मैनुअल नियंत्रण फील्ड में उपकरणों के पास हो सकता है इसलिए ऐसे मैनुअल नियंत्रणों को शामिल करने की संभावना की जांच की करनी चाहिए चाहे कुछ अतिरिक्त सेंसर की आवश्यकता हो लेकिन कुछ सेंसर हो सकते हैं एक प्रकार की कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए अन्य और सेंसर की आवश्यकता हो सकती है इंडीकेटर्स अलार्म और साथ ही परिचालन दक्षता या सुरक्षा ये ऐसे कारक हैं जिन्हें अंततः कार्यक्षमता पर पहुंचने के लिए विचार किया जाना चाहिए एक को हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्राहक हमेशा अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकता और एक अच्छा स्वचालन इंजीनियर ऐसे मामलों में अपने स्वयं के अनुभव के साथ इसे पूरक करने में सक्षम होना चाहिए ऐसा इसलिए ताकि अगले वेरिएबल में परिवर्तन करना है आम तौर पर इन चीजों को मैन्युअल रूप से कैप्वेरिएबल कैप्चर किया जाता है और भाषाई विवरण का उपयोग करते हुए इस तरह आप जानते हैं अंग्रेजी कथन जैसा कुछ इसलिए आप ग्राहकों से बात करते हैं और क्षेत्र में इंजीनियरों से बात करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं लेकिन यह प्रोग्राम के विकास के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए हमें इस भाषाविदों के विवरण को औपचारिक प्रक्रिया मॉडल में बदलना होगा और वास्तव में बहुत सारी आप विसंगतियों को जानते हैं जो वहाँ अस्पष्टताएं हैं और भाषाई विवरण में हैं जो वास्तव में इस सेवा मे हैं यहां तक कि इसके लिए इसे औपचारिक प्रक्रिया मॉडल बदलने की प्रक्रिया के दौरान शुरू में मध्यवर्ती रूप का उपयोग किया जा सकता है आप उदाहरण के लिए फ्लो चार्ट जानते हैं ठीक है फिर अंत में यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को इसे औपचारिक गणितीय ढांचे में परिवर्तित करने में सक्षम होना चाहिए कुछ इस तरह से हमें एक परिमित स्टेट मशीन जिसका हम यहां उपयोग कर रहे हैं जिसके बाद संचालन मैनुअल है तब औपचारिक मॉडल के आधार पर अनुक्रम नियंत्रण लॉजिक के डिजाइन के लिए के लिए आगे बढ़ाना पड़ता है और फिर अंत में एक आरएलएल प्रोग्रम के रूप में नियंत्रण लॉजिक को लागू करना पड़ता है जोकि बेहतर होता है विशेष रूप से वेरिएबल डी को यथासंभव स्वचालित बनाया जाता है इन वेरिएबल में क्योंकि यह एक ऐसा स्टेप्स है जिसे एक बार स्वचालित तरीके से किया जा सकता है बी और सी को बाहर किया गया है और बड़े प्रोग्रम के लिए स्वचालित प्रोग्रामिंग किया जाना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि इससे हमेशा त्रुटि मुक्त प्रोग्रम हो सकते हैं बशर्ते आपके विनिर्देश सही हो इसलिए हम अपने पुराने स्टैम्पिंग प्रक्रिया उदाहरण पर वापस आते हैं जो हमने पहले के व्याख्यानों में देखा है तो यहाँ एक स्टम्पिंग प्रक्रिया है जिसे हम जानते हैं हमने इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं आप एक सिस्टम की कुछ विशेषताओं को जानते हैं और अधिक पूर्ण बना सकते हैं तो मूल सिद्धांत एक ही है कि एक पिस्टन है और दो सॉलिनोइड्स हैं जो कि हाइड्रॉलिक रूप से संचालित पिस्टन है जोकि ऊपर और नीचे जाते हैं और स्टैम्पिंग करते हैं ठीक है इसलिए अगर हम अब इसके कार्यों की सूची लिखने की कोशिश करें तो प्रक्रिया के भाषाई विवरण को बनाने की कोशिश करें यह कुछ इस तरह दिखता है तो स्टेप ए में यह कहता है कि यदि ऑटो पुश बटन दबाया जाता है तो यह एक ऑपरेटर इनपुट है यह पावर और रोशनी को ऑन करता है इसलिए संभवतः एक बार स्विच करना हैं वैसे एक से अधिक स्विच होते हैं हम इसे एक मानेंगे जो पावर और प्रकाश को ऑन करेगा मेरा मतलब है जब ऑटो बटन दबाया जाता है जहां एक भाग का पता लगाया जाता है उस वस्तु का पता लगने पर स्टम्प लगाई जाती है जब उसे उचित स्थान पर रखा जाता है और उसका पता लगाया जाता है इसलिए एक भाग सेंसर होना चाहिए प्रेस रैम वह चीज़ भारी टुकड़ा होगा और जो एक स्टम्पिंग बना देगा वहां से आगे बढ़ता है और यह एक बार नीचे की लिमिट स्विच करने के बाद बंद हो जाएगा ताकि फिर से एक सेंसर हो और रैम को नीचे ले जाने के लिए आपके पास एक्ट्यूएटर्स होना चाहिए फिर प्रेस शीर्ष लिमिट स्विच तक वापस ले जाती है फिर रुक जाती है इसलिए यह स्टम्पिंग रुक जाती है ठीक है दूसरी ओर किसी कारण से ऑपरेटर हो सकता है एक स्टैंपिंग ऑपरेशन के बारे में समझ सकता है इसलिए ऑपरेटर को एक स्टॉप पुश बटन प्रदान किया जाता है और एक स्टॉप पुश बटन केवल प्रेस को रोकता है जहां वह नीचे जा रहा है जब यह ऊपर जा रहा है तो इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वैसे भी यह समस्या का कारण नहीं है यदि स्टॉप पुश बटन दबाया गया है तो इसका मतलब है कि कुछ असामान्य हुआ है इसलिए ऑटो पुश बटन को ऑपरेशन के अगले चक्र के लिए दबाए जाने से पहले रीसेट पुश बटन को दबाया जाना चाहिए इसलिए जब आप प्रेस स्टॉप करेंगे तो उसके बाद प्रेस रिसेट भी करना होगा आप जानते हैं कि यह एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि आपातकाल दूर हो गया है और स्वचालित ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है अंत में वापस लेने और फिर ऊपर जाने के बाद प्रेस तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक भाग को हटा कर दूसरे भाग को जान नहीं लिया जाता है फिर एक भाग को हटा दिया जायेगा और दूसरे भाग को जान लिया जायेगा तब रैम नीचे आना शुरू हो जाएगा तो यह सिस्टम का अंग्रेजी व्यवहार है ठीक है तो अब हम इसे एक अस्पष्ट गणितीय विवरण में बदलने की कोशिश करते हैं इसलिए पहला स्टेप्स जैसा कि मैंने कहा कि इनपुट और आउटपुट प्राप्त करना प्रक्रिया है तो प्रक्रिया क्या है इसलिए यहाँ प्रक्रिया इनपुट और आउटपुट हैं इसलिए इनपुट के रूप में हमारे पास भाग सेंसर हैं जो दो प्रकार के है जो दो प्रकार की घटनाओं को उत्पन्न करता है एक को रखा जाता है दूसरे को हटा दिया जाता है फिर तीन प्रकार होते हैं पुश बटन ऑटो पुश बटन स्टॉप पुश बटन और रीसेट पुश बटन ये तीन ऑपरेटर इनपुट हैं फिर दो लिमिट स्विच सेंसर निचला लिमिट स्विच और शीर्ष लिमिट स्विच हैं आउटपुट के लिए हमारे पास चार आउटपुट हैं हमारे पास एक सॉलोनॉइड है जो रैम को ऊपर ले जाता है हमारे पास एक डाउन सॉलॉइड है जो इसे नीचे ले जाता है हमारे पास पॉवर लाइट स्विच है और हमारे पास एक हिस्सा है जो स्टैम्प होने पर भागों को पकड़ के रखता है तो ये हमारे आउटपुट है अब हम एक स्टेट मशीन विकसित करेंगे तो आइए हम इस आरेख की व्याख्या करने का प्रयास करें तो इस आरेख में क्या हो रहा है मुझे अपनी कलम का चयन करने दें तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये वर्ग स्टेट हैं हम संभवतः स्टेट मशीन से परिचित हैं इसलिए एक स्टेट मशीन एक ग्राफ की तरह है जिसमें समाहित है स्टेट का एक समूह ये वर्ग स्टेट है और उदाहरण के लिए ट्रांजीशन का एक सेट यह एक ट्रांजीशन है यह एक अच्छा रंग नहीं है वापस सफेद पर जाएं यह एक ट्रांजीशन है और एक स्टेट है तो क्या है सिस्टम वह प्रणाली है जो प्रणाली वास्तव में उसके जीवन चक्र के दौरान या उसकी गतिविधि के दौरान प्रणाली वास्तव में स्टेट से स्टेट में ट्रांजीशन के माध्यम से चलती है इसलिए यह वास्तव में समय बिताती है अधिकांश समय स्टेट और ट्रांजीशन में आम तौर पर क्षणिक माना जाता है माना जाता है कि स्टेट को बदलने के लिए समय की नगण्य राशि की आवश्यकता होती है तो यह कहता है कि प्रारंभ में जब आपके पास डबल वर्ग होता है तो इसका मतलब है यह है की प्रारंभिक स्थिति है इसलिए यदि प्रारंभ में ऑटो पुश बटन दबाया जाता है तो यह एक ट्रांजीशन ए है जो सक्रिय हो जाता है जो सिस्टम कि जगह लेगा स्टेट 1 से 2 स्टेट तक अगर ऑटो पुश बटन दबाया जाता है तो यह ट्रांजीशन की स्थिति है आपके पास बहुत अधिक जटिल स्थितियां हो सकती हैं इस मामले में हमारे पास बहुत ही सरल स्थितियां हैं और फिर यदि यह ट्रांजीशन होता है तो सिस्टम स्टेट में आ जाता है स्टेट 2 में फिर आता है यदि यह ट्रांजीशन बी स्थिति लेता है जिसको भाग में रखा गया है यह स्टेट 3 में आ जाएगा इसलिए इस तरह से यह निर्भर करता है कि सेंसर कैसे संकेतों को क्षेत्र से ला रहा है विभिन्न ट्रांजीशन को सक्षम किया जाएगा और सिस्टम स्टेट से स्टेट में कूदेगा यह सिस्टम का व्यवहार है दूसरी ओर ये हरे रंग की आयतें बताती हैं कि प्रत्येक स्टेट में जो आउटपुट हैं जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि स्टेट 1 पर कुछ भी ऑन नहीं है आउटपुट में से कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है जबकि स्टेट 2 में बिजली और रोशनी ऑन हैं स्टेट 3 में डाउन सोलनॉइड ऑन है वास्तव में यह वह स्थिति है जब सोलनॉइड नीचे आ रहा है आप देखते हैं कि यह प्रारंभिक स्थिति है यहां सिस्टम बिजली और प्रकाश पर स्विच कर रहा है और संभवतः पार्ट प्लेस सिग्नल आने की प्रतीक्षा कर रहा है यहाँ कुछ समय बिताता है फिर नीचे आएगा इसलिए वहाँ समय लगता है फिर यहाँ से यह या तो इस तरह से जा सकता है या उस तरह जा सकता है जिसके आधार पर यह आया था तो ऐसा हो सकता है कि नीचे की लिमिट स्विच अगर स्टॉप पुश बटन दबाया नहीं गया है तो अंततः यह नीचे की लिमिट स्विच सिग्नल पर और फिर यह स्टेप 4 में आएगा जिसमें यह आउटपुट को सक्रिय करेगा दूसरी ओर यदि नीचे की लिमिट स्विच को पहले दबाया जाता है तो उसके बाद स्टॉप पुश बटन दबाया जाता है फिर यह इस स्टेट में आ जाएगा जहां यह बस बंद हो जाएगा और बिजली बंद कर देगा तो आप देखते हैं यह नोड्स और किनारों के ग्राफ का उपयोग करने का तरीका है जो हम सिस्टम के व्यवहार का स्पष्ट रूप से वर्णन कर सकता हैं तो अब यह वही है जो हम जानते हैं जिसे हम स्टेट ट्रांजीशन आरेख कहते हैं और ये ऐसे आउटपुट हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में कैप्चर किया जाता है और आउटपुट तालिका के रूप में जाना जाता है इसलिए आउटपुट तालिका कहती है कि चार आउटपुटों में से जो हमारे पास हैं पावर लाइट पार्ट होल्ड पावर लाइट्स जो पकड़े है उप सोलेनोइड और डाउन सॉलॉइड वे कौन सी स्थिति में और विभिन् स्टेट चाहे वे ऑन या ऑफ हैं इसलिए छह स्टेट हैं और चार आउटपुट हैं इसलिए यह कहते हैं कि पावर लाइट स्विच स्टेट 2 3 4 और 6 में हमेशा ऑन रहता है सही है जबकि पार्ट होल्ड केवल 3 और 4 के दौरान रहता है अप सॉलोनॉइड 1 होता हैं 4 के दौरानऔर डाउन सॉलोनॉइड 1 होता हैं 3 के दौरान ऐसा करने के बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं हमने देखा है कि सिस्टम विभिन्न स्टेट लॉगिक्स पर चलता है और ट्रांजीशन लॉजिक वैकल्पिक रूप से गणना करता है तो पहले एक स्टेट है जिसमें कुछ स्टेट लॉजिक सिद्ध होंगे निर्भर करता है कि आउटपुट का उपयोग किया जाएगा उसके बाद कुछ समय में कुछ ट्रांजीशन लॉजिक सिद्ध हो जाएंगे इसलिए अब यह प्रणाली अलग स्थिति में आएगी इसलिए पिछले स्टेट लॉजिक गलत साबित हो रहा है और नया स्टेट लॉजिक अब सच हो जाएगा और फिर उसी के आधार पर संबंधित आउटपुट का प्रयोग किया जाएगा तो यह अब हमें एक रिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम समझना हैं ठीक है इसलिए हम अपने प्रोग्राम को तीन अलग अलग ब्लॉकों में व्यवस्थित करेंगे पहले ब्लॉक में शामिल होगा शायद अब मैं इस कलम को चुनूंगा तो रिले लैडर लॉजिक में तीन अलग अलग ब्लॉक शामिल होंगे ठीक है पहले ब्लॉक में ट्रांजीशन होगा यह कई प्रकार के होते हैं फिर स्टेट ब्लॉक और अंत में आउटपुट ब्लॉक इसलिए हम अब इस उदाहरण के मामले में इन तीन ब्लॉकों का वर्णन करेंगे तो आइए पहले हम ट्रांजीशन को देखते हैं उदाहरण के लिए यह क्या कहता है कि जब हम ट्रांजीशन ए करेंगे तो लॉजिक सिद्ध होगा ट्रांजीशन ए लॉजिक यदि आपको याद हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक सिस्टम को लाता है तो यदि आप इसे देखना चाहते हैं हम वापस जा सकते हैं बस एक बार के लिए आप यहां ट्रांजीशन ए को स्टेट 1 से स्टेट 2 तक ले जाते हैं ट्रांजीशन बी इसे स्टेट 2 से स्टेट 3 तक ले जाता है ट्रांजीशन सी और डी समानांतर में हैं यह स्टेट 3 को ले सकता है या तो 4 या 5 तो चलिए हम इसे याद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो यह कहता है कि अगर सिस्टम स्टेट 1 में है अगर यह स्टेट 1 में है जो स्टेट लॉजिक पर निर्भर करता है तो स्टेट के अनुरूप हर ट्रांजीशन के अनुरूप हमारे पास आउटपुट कॉइल होता है तो यह वास्तव में आउटपुट कॉइल स्टेट 1 के अनुरूप एक सहायक संपर्क है इसलिए यह वास्तव में एक अमूर्त वेरिएबल है इसलिए यह कहता है कि यदि यह सिस्टम स्टेट 1 में है तो यह संपर्क बनाया जाएगा और उस समय यदि ऑटो पुश बटन सिग्नल आता है तो ट्रांजीशन ए सक्षम हो जाएगा जोकि ऑन हो जायेगा यदि आपने मॉडल किया है यदि आपके पास मॉडल या सिस्टम अच्छी तरह से है तो एक समय में केवल एक ट्रांजीशन ऑन हो पायेगा यदि आपके पास है अगर हम संगामिति नहीं मानते हैं तो एक समय में केवल एक ट्रांजीशन हो जाएगा अब क्या होगा ट्रांजीशन ए ऑन हो जाता है और स्टेट 1 पहले से ही ऑन था इसलिए इस समय हम स्टेट के लॉजिक पर आते हैं तो अब देखते हैं कि स्टेट लॉजिक में क्या होता है स्टेट लॉजिक में देखें स्टेट 1 ऑन था ठीक हैं अब क्योंकि स्टेट 1 ऑन था और क्योंकि ऑटो पुश बटन दबाया गया था इसलिए ट्रांजीशन ए ऑन हो गया इसलिए गणना रूपांतरण लॉजिक से स्टेट लॉजिक की ओर आई तो क्या होता है पाया गया कि स्टेट 1 ऑन है तो क्या हुआ है यह पाया गया कि ट्रांजीशन ए ऑन है इस समय यह ट्रांजीशन पाया गया क्योंकि ट्रांजीशन लॉजिक का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है और यह सत्य पाया गया है इसलिए यह सहायक संपर्क बंद हो जाएगा अब स्टेट 2 ऑन रहेगा एक बार स्टेट 2 होने पर दो चीजें होती हैं सबसे पहले आप अगले में देखते हैं क्योंकि स्टेट 2 ऑन है यह ऑन होगा यह संपर्क ऑन रहेगा और यह संपर्क अब बंद हो जाएगा तो अगले स्कैन चक्र में जब इस रंगस का मूल्यांकन किया जाएगा तो यह बंद हो जाएगा और ट्रांजीशन ए होगा यह बंद हो जाएगा इसलिए क्योंकि ट्रांजीशन ए बंद हो जाएगा इसलिए स्टेट 2 इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह ऑन है यह ऑन रहेगा इसलिए अब सिस्टम अब स्टेट 2 में है ठीक है अब जब फिर से स्टेट 2 ऑन होता है उस समय अगले चक्र में कुछ अन्य ट्रांजीशन सक्षम हो जाएंगे जो सेंसर संकेतों के आधार पर आ रहे हैं तो इसी तरह यह निकल जाएगा उदाहरण के लिए स्टेट 3 में अब आप कुछ समय में बी स्थान लेंगे ट्रांजीशन बी का अर्थ है कि ट्रांजीशन बी है हम ट्रांजीशन बी देखें इसलिए ट्रांजीशन बी को सही रखा गया है इसलिए जब भाग रखा जाएगा तो यदि वह भाग स्थान संकेत है तो क्या होगा ट्रांजीशन बी ऑन होगा और ये अभी तक सक्षम नहीं हैं इसलिए स्थिति स्टेट 3 ऑन होगी दूसरी ओर अगर स्टेट 3 पर है तो ट्रांजीशन सी या ट्रांजीशन डी होता है तो ट्रांजीशन डी स्टॉप पुश बटन दबाए जाने के कारण होता है और ट्रांजीशन सी नीचे लिमिट स्विच किए जाने के कारण होता है यदि किसी एक में यह तब होता है जब यह स्टेट 3 नहीं होगा लेकिन यह या तो ट्रांजीशन स्टेट 4 पर जाएगा यदि ट्रांजीशन सी स्टेट 3 होता है तो इसे गलत माना जाएगा और स्टेट 4 ऑन हो जाएगा दूसरी ओर यदि ट्रांजीशन डी होता है तो यह मिथ्या हो जाएगा और फिर स्टेट 5 जो यहां नहीं दिखाया गया है वो ऑन हो जाएगा आप देखते हैं कि यांत्रिक रूप से एक बार जब हमने स्टेट ग्राफ विकसित कर लिया है तो हम बस यंत्रवत उसके व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक ट्रांजीशन के अनुसार हम एक रँग ले रहे हैं प्रत्येक अवस्था के अनुसार हम एक रँग लिए जा रहे हैं और जैसा कि मैंने वर्णन किया है कि हम सक्षम लॉगिक्स डालने जा रहे हैं तो हम ग्राफ़ से बस यही समझ रहे हैं कि अगर सिस्टम स्टेट 1 अवस्था में है और अगर ऑटो पुश बटन दबाया जाता है तो यह स्टेट 2 पर जाएगा लॉजिक जो ग्राफ़ से दिया गया है हर ट्रांजीशन को ले जाएगा और ट्रांज़िशन लॉजिक में संबंधित लॉजिक लिखेंगे इसी तरह यदि ट्रांजीशन एक्स सक्षम किया गया है तो यह इस स्थिति तक पहुंच जाएगा इसलिए हम इसे ग्राफ से यांत्रिक रूप से एक एक करके कर सकते हैं यह लेखन वास्तव में एक प्रोग्राम द्वारा ही लिखा जा सकता है इसलिए किसी को लॉजिक के बारे में वास्तव में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है किसी को लॉजिक के बारे में सोचना तब चाहिए जबकि वह आरेख खींच रहा है उसके बाद प्रोग्रामिंग स्वचालित हो जाती है यह बहुत उपयोगी है ठीक है तो अब अगला हमारे पास आउटपुट कॉइल होगा आउटपुट लॉजिक बहुत सरल है विशेष रूप से इस मामले में बहुत सरल है इसलिए आउटपुट लॉजिक कहता है कि यदि आप स्टेट 2 में हैं तो पावर लाइट्स ऑन होनी चाहिए जैसा कि हमने अपने आउटपुट टेबल में दिया है तो केवल एक चीज यह है कि यहां देखें कि हमने कुछ मैनुअल स्विच भी जोड़े हैं आप जानते हैं कि यह कभी कभी हो सकता है कि हमें जांचने की आवश्यकता हो हमें मैन्युअल रूप से भी चीजें करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए पावर लाइट स्विच ऑन होगा यहां हमने डाल दिया है एक मैनुअल स्विच इसलिए यदि पीएलसी चल रहा है यदि आप मैनुअल स्विच दबाते हैं तो पावर लाइट स्विच भी ऑन हो सकता है इसी तरह हमारे पास मैनुअल डाउन पुश बटन हो सकता है तो हम सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं कि आप सिस्टम के मैनुअल ऑपरेशन को शामिल करने के लिए अतिरिक्त लॉजिक रख सकते हैं तो इसमें यह प्रोग्राम केवल यह कहता है कि जब आप स्टेट 3 में होते हैं तो डाउन सॉलोनॉइड बहुत सरल रूप से सक्रिय होगा इसकी तुलना उस प्रकार के प्रोग्राम से करें जो हमने पहले लिखा था वास्तव में इस प्रक्रिया के लिए हमने स्वयं कुछ प्रोग्राम लिखे थे इसलिए वहां हमें स्टेट और बदलावों की कोई अवधारणा नहीं थी हम सीधे इनपुट को आउटपुट के रूप में लिखने की कोशिश कर रहे थे अब इस तरह की समस्याओं के साथ समस्या यह है कि यहां सिस्टम में आम तौर पर मेमोरी होती है यही कारण है कि आपको इसकी आवश्यकता है अवधारणा स्टेट की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि यदि आपको एक निश्चित प्रकार के इनपुट मिलते हैं तो आपको उत्पादन करना होगा कुछ प्रकार के आउटपुट यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम किस स्टेट में है इसलिए स्टेट की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी तरह से आप इसे नीचे ला सकते हैं कुछ अस्थायी वेरिएबल का उपयोग करके इसे कुछ मामलों में संभवतः ला सकते हैं लेकिन जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं प्रोग्राम कहता है यह बहुत जटिल लॉजिक है 100 सुनिश्चित होना बहुत मुश्किल है कि क्या यह लॉजिक पूर्ण प्रमाण है यदि ऑटो मोड वैसे तो यह ऑटो मोड वास्तव में है आप कुछ लॉजिकल वैरिएबल से संबंधित एक सहायक कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जिसे आप एक इस द्वारा सेट कर सकते हैं एक साधारण रग से फिर आपके पास एक ऑटो मोड कॉइल है और फिर आपके पास यह ऑटो पीबी है और यहां आपके पास ऑटो मोड हो सकता है तो आपके पास एक ऑटो मोड कॉइल हो सकता है और यह एक ऑटो मोड सहायक स्विच होगा जिससे पीबी जारी किया जा सकता है यह आपके लिए लगातार इनपुट होता है यदि यह ऑटो मोड ऑन है तो यह सब केवल ऑटो मोड होने पर ही काम करेगा और यदि नीचे की लिमिट स्विच बनती है और डाउन सोलनॉइड ऑन नहीं होता है तो अप सोलनॉइड सक्रिय हो सकता है इसी तरह और एक बार अप सॉलोनॉयड अनरजाएज़ेड होने के बाद यह तब तक उर्जावान बना रहेगा जब तक कि टॉप लिमिट स्विच ऑन नहीं हो जाता ठीक है लेकिन निश्चित नहीं है खासकर तब जब समस्याओं में 200 स्टेट अवस्थाएँ होंगी तो ऐसे डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना असंभव होगा अगर कोई इसे लिखना चाहेगा तो एक मौका बहुत अधिक है आप गलतियाँ करेंगे